कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है यहां हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकोल को विस्तार में देख रहे हैं पिछली कक्षा में हमने टीसीपी में फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम को देखा इस कक्षा में हम टीसीपी में कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिदम को देखते हैं सामान्य ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकोल के संदर्भ में आपने देखा है की ट्रांसपोर्ट लेयर में कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिथम क्षमता और निष्पक्षता दोनों को सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतर सिद्धांत का प्रयोग करते हैं यहां हम देखेंगे कि टीसीपी क्षमता और निष्पक्षता की संकल्पना का कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिदम में एक साथ किस प्रकार प्रयोग करता है जो कि इसमें निहित है यह टीसीपी के लिए मौलिक कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिदम है यह टीसीपी के लिए मौलिक कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिदम एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज यानी ए आई एम डी के इंप्लीमेंटेशन जो कि एक विंडो बेस्ड कंट्रोल मेकैनिज्म का प्रयोग करता है पर आधारित है और टीसीपी पैकेट लॉस को कंजेस्शन की एक धारणा के रूप में कंसीडर करता है पहले हमने एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज यानी ए आई एम डी के सिद्धांत को देखा है जहां हमने देखा है कि ए आई एम डी नेटवर्क में क्षमता और निष्पक्षता दोनों को बढ़ाने की धारणा प्रोवाइड करता है तो हमने यह देखा है कि जब भी मल्टीपल फ्लोज होते हैं जो कि नेटवर्क बॉटलनेक या बॉटलनेक लिंक पर कन्जेस्टेड होते जाते हैं तो दोनों ही फ्लोज अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और जब दोनों ही फ्लोज अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तब हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि प्रत्येक फ्लो वह आवश्यक क्षमता प्राप्त कर सके जो निष्पक्षता को भी बढ़ाता है तो ग्लोबल नेटवर्क के संदर्भ में जहां कई फ्लोज डाटा या इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आपस में कंटेंड कर रहे हैं तो उस दौरान कंजेस्शन और कंजेस्शन में निष्पक्षता की धारणा एक महत्वपूर्ण पहलू है और जो हमने पहले देखा है कि डिसटीब्युटेड नेटवर्क की स्थिति में ठोस निष्पक्षता सुनिश्चित करना अत्यंत कठिन है साथ ही ठोस निष्पक्षता आपकी उपलब्ध क्षमता को प्रभावित कर सकता है या यह उपलब्ध नेटवर्क क्षमता को अंडर यूटिलाइज कर सकता है इस नेटवर्क क्षमता के अंडर यूटिलाइजेशन को रिमूव करने के लिए सामान्य तौर पर हम मैक्स मिन निष्पक्षता सिद्धांत का प्रयोग करते हैं यह मैक्स मिन निष्पक्षता सिद्धांत कहता है कि आपका उद्देश्य होगा एंड टू एंड क्षमता को बढ़ाना जोकि आप एक खास फ्लो के लिए प्राप्त कर सकते हैं तो टीसीपी उसी एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज के सिद्धांत को शामिल करता है जिसमें जब भी एंड टू एंड पाथ में पर्याप्त बैंडविड्थ उपलब्ध होता है यह रेट को एडिटिवली बढ़ाता है और जब भी पैकेट लॉस की सहायता से टीसीपी कंजेस्शन को डिटेक्ट करता है पैकेट लॉस कंजेस्शन का सिग्नल देता है तब यह रेट को मल्टीप्लिकेटिव तरीके से घटाता है या मल्टीप्लिकेटिव धारणा को फॉलो करता है तो यह ए आई एम डी का सिद्धांत है जिसकी चर्चा हमने पहले की है और जो टीसीपी में निहित है कंजेस्शन कंट्रोल के लिए निष्पक्षता बनाए रखते हुए ए आई एम डी की धारणा को शामिल करने के लिए टीसीपी आईपी एक विंडो मेंटेन करता है जिसे एक कंजेस्शन विंडो कहते हैं यह कंजेस्शन विंडो बाइट्स की एक संख्या होती है जो नेटवर्क में किसी खास समय पर सेंडर के पास हो सकती है और इस स्थिति में आपके सेंड करने की रेट इस प्रकार होती है Sending Rate Congestion windowRTT जहां RTT राउंड ट्रिप टाइम है एक नोड से दूसरे नोड तक एक मैसेज को प्रोपोगेट करने और उसके रिप्लाई को प्राप्त करने में जितना समय लगता है उसे कुल राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं अगर आप कंजेस्शन विंडो साइज को विभाजित करते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह बिट्स या बाइट्स की वह संख्या है जो सिस्टम नेटवर्क में पुश कर सकता है और जिसे कुल RTT से विभाजित किया गया है जब सेंडर डाटा को कंजेस्शन की रेट से सेंड कर रहा हो तो यह आपको सेंडिंग दर का एक अनुमान देता है लेकिन जैसा कि आपने पहले देखा है हमारे पास यहां एक दूसरी धारणा है जो कि रिसीवर की रेट पर रिसीवर विंडो साइज है जोकि फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम से आता है आदर्श रूप में अब हमें करना क्या है हमें फ्लो कंट्रोल सिद्धांत को कंजेस्शन कंट्रोल सिद्धांत के साथ मर्ज करना या इसमें शामिल करना है और हमने पहले क्या देखा है हमने देखा है कि फ्लो कंट्रोल स्वयं का विंडो साइज मेंटेन करता है जो कि रिसीवर एडवर्टाइज विंडो के फीडबैक पर आधारित होता है रिसीवर एडवर्टाइज विंडो यानी रिसीवर यह घोषित करता है कि रिसीवर के बफर में यह उपलब्ध स्पेस है ताकि सेंडर उतनी ही मात्रा में डाटा सेंड कर सके जिससे कि रिसीवर साइड पर बफर ओवरफ्लो ना हो और साथ ही रिसीवर फीडबैक विंडो साइज से सेंडर सेंड करने की रेट को भी नियंत्रित कर सके तो आदर्श रूप में आप की सेंडिंग रेट रिसीवर रेट और नेटवर्क सपोर्टेड रेट में न्यूनतम होनी चाहिए यानी रिसीवर रेट वह रेट है जिस पर रिसीवर पैकेट रिसीव कर सकता है और नेटवर्क सपोर्टेड रेट वह रेट है जिस पर नेटवर्क दूसरे एंड पर पैकेट डिलीवर कर सकता है इसलिए आपका सेंडिंग रेट रिसीवर रेट और नेटवर्क सपोर्टेड रेट में जो न्यूनतम है वह होना चाहिए इस नेटवर्क सपोर्टेड रेट की संकल्पना यह है कि यह कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिदम से आता है और रिसीवर रेट फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम से आता है अब यह रिसीवर एडवर्टाइज विंडो साइज को देखिए यह आपको वह संभावित रेट देता है जिस पर रिसीवर डाटा रिसीव कर सकता है और कंजेस्शन विंडो साइज आपको वह रेट दे रहा है जिस पर नेटवर्क एंड टू एंड लिंक पर डाटा ट्रांसमिशन सपोर्ट कर सकता है तो इस प्रकार आपका सेंडर विंडो साइज कंजेस्शन विंडो और रिसीवर विंडो में से न्यूनतम होना चाहिए यह कंजेस्शन विंडो आपको वह रेट प्रोवाइड कर रहा है जिसे नेटवर्क सपोर्ट करता है और रिसीवर विंडो वह रेट दे रहा है जिसे रिसीवर सपोर्ट करता है तो इस प्रकार हम सेंडर विंडो प्राप्त कर रहे हैं जो हमें सेंडिंग रेट या सेंडर रेट दे रहा है तो टीसीपी में कंजेस्शन कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल को एक साथ कंबाइन करने की धारणा यही है और इस सिद्धांत के साथ टीसीपी सेंडर विंडो साइज को नियंत्रित करता है आरंभ में आपका कंजेस्शन विंडो साइज बहुत ही कम रखा गया है फिर धीरे धीरे हम कंजेस्शन विंडो साइज को बढ़ाते हैं यह पता लगाने के लिए कि इसका बॉटलनेक क्या है या इस लिंक की क्षमता क्या है और अगर कंजेस्शन डिटेक्ट होता है तो हम रेट को घटाने के लिए ए आई एम डी के सिद्धांत को अप्लाई करते हैं टीसीपी में कंजेस्शन कंट्रोल की व्यापक समझ यही है Refer slide 0749 आइए देखते हैं कि टीसीपी में इस पूरे कंजेस्शन कंट्रोल का आविष्कार हुआ कैसे था और टीसीपी में यह कंजेस्शन कंट्रोल नेटवर्किंग या बेहतर तौर पर कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड अथवा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का एक अच्छा उदाहरण है कंजेस्शन की संपूर्ण संकल्पना 1986 में एक कंजेस्शन कोलैप्स नामक इवेंट से आई 1986 का समय जो कि इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता का समय था इसमें नेटवर्क में पहली बार कंजेस्शन पाया गया और इसलिए हम इसे कंजेस्शन कोलैप्स कहते हैं तो कंजेस्शन कॉलेप्स एक लंबा समय जिसके दौरान सिस्टम का गु़डपुट 100 से भी ज्यादा फैक्टर से ड्रॉप हो गया था वैन जकोब्सन ही मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने कंजेस्शन कोलैप्स की धारणा के आधार पर इंटरनेट में कंजेस्शन फिनोमेना को इन्वेस्टिगेट किया था और यह प्रारंभिक टीसीपी कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिदम वैन जकोब्सन के द्वारा डेवलप किया गया था प्रारंभिक प्रस्ताव 1986 के कंजेस्शन कोलैप्स इवेंट के बाद करीब 1988 में आया लेकिन प्रोटोकॉल में बिना किसी बड़े बदलाव के कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करना जकोब्सन के लिए चुनौती थी प्रोटोकॉल को नेटवर्क में फौरन डिप्लोय करने योग्य बनाना आवश्यक था क्योंकि उन दिनों डाटा ट्रांसमिशन के लिए कई सिस्टम्स टीसीपी का प्रयोग कर रहे थे और चूकि इंटरनेट की धारणा पहले से ही थी तो लोग इंटरनेट के द्वारा डाटा एक्सेस कर रहे थे तो उन दिनों अगर आप पूरी तरीके से एक अलग प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं तो आपको क्या करना है ऐसे में आपको सिस्टम्स में सभी मशीन्स के लिए बदलाव करना होता है हो सकता है उन दिनों नेटवर्क का आकार इतना बड़ा ना हो जितना आज है या कह सकते हैं आज के मुकाबले कुछ हजार गुना कम हो लेकिन फिर भी यह काफी महत्वपूर्ण था पूरी तरीके से नए प्रोटोकॉल का डिजाइन करना यह एक बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी समस्या की ओर जा सकता है तो एक ऐसे प्रोटोकॉल का डिजाइन करना जो कि टीसीपी के एक्जिस्टिंग इंप्लीमेंटेशन के साथ कंपैटिबल हो और जहां आपको टीसीपी प्रोटोकोल में अधिक बदलाव की आवश्यकता ना हो तो यह जकोब्सन के लिए बड़ी चुनौती थी इसको हल करने के लिए जकोब्सन ने एक बेहतरीन अवलोकन किया और वह अवलोकन यह था कि उन्होंने पाया कि पैकेट लॉस कंजेस्शन की उपयुक्त अवधारणा है अब यहां पर एक गड़बड़ हुई आप याद कीजिए उन दिन हो जब जकोब्सन ने टीसीपी में कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिदम का अविष्कार किया था तब वायरलेस नेटवर्क की धारणा इतनी लोकप्रिय नहीं थी यह नवजात चरण में था इसलिए अधिकतर इंटरनेट वायर्ड नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड थे वायर्ड नेटवर्क में सामान्य तौर पर चैनल से आप लॉस प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन मीडिया गाइडेड होता है यह व्यवस्था उस समय थी तो लिंक लेयर प्रोटोकोल चैनल में ऐसे इन्टर् फ़ेरॅन्स् का देखभाल करता है और इसलिए आप चैनल से किसी प्रकार के लॉस का अनुभव नहीं करते हैं आपके चैनल्स वायर्ड नेटवर्क में एक प्रकार से लॉस लेस थे तो अगर किसी पैकेट का लॉस होता है तो यह लॉस निश्चित तौर पर इंटरमीडिएट नेटवर्क डिवाइसेज के नेटवर्क बफर से होता है और इसके कारण अगर नेटवर्क बफर से किसी पैकेट का लॉस होता है तो आप निश्चित तौर पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बफर ओवरफ्लो हो गया है क्योंकि बफर ओवरफ्लो हो गया है इसलिए आपको नेटवर्क में कंजेस्शन मिल रहा है तो कंजेस्शन के कारण ही बफर ओवर फ्लो कर सकता है इस प्रकार जकोब्सन ने पाया कि पैकेट लॉस कंजेस्शन के लिए उपयुक्त सिग्नल है इसलिए पैकेट लॉस को डिटेक्ट करने के लिए टाइम आउट का प्रयोग कर सकते हैं इसके बाद पैकेट लॉस के अवलोकन के आधार पर विंडो को ट्यून करते हैं तो आप कंजेस्शन विंडो वैल्यू को बढ़ाते हैं और जैसे ही आप पैकेट लॉस का अवलोकन करते हैं तो यह इंगित करता है कि नेटवर्क में कंजेस्शन है या नेटवर्क में कहीं पर कुछ कंजेस्शन हुआ है जिसकी वजह से पैकेट लॉस हुआ है जिसको आपने टाइम आउट से डिटेक्ट किया है जब भी आप टाइम आउट से पैकेट लॉस डिटेक्ट कर रहे हैं तब आप अपने रेट को कम करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज सिद्धांत के आधार पर ए आई एम डी सिद्धांत को अप्लाई करते हैं Refer Slide time 1208 neck यह एक और दिलचस्प अवलोकन है कि आप ए आई एम डी सिद्धांत के आधार पर कंजेस्शन विंडो को समायोजित कैसे करते हैं टीसीपी कंजेस्शन कंट्रोल में एक बहुत दिलचस्प विचार यह है कि क्लॉकिंग के लिए एक्नॉलेजमेंट का प्रयोग होता है जैसा कि आप स्लाइड में इस दिलचस्प तथ्य को देख सकते हैं जब भी आप कोई पैकेट सेंड कर रहे हैं तो मान लीजिए यह नेटवर्क सिनेरियो है जहां आपके पास या सेंडर है एक इंटरमीडिएट राउटर है और उसके बाद यह रिसीवर है ये दो लिंक के द्वारा जुड़े हुए हैं ये 2 हॉप पाथ है यह फास्ट लिंक है और यह दूसरा स्लो लिंक है दूसरा लिंक मूलतः बॉटलनेक लिंक है जब काफी अधिक मात्रा में डाटा इस लोवर लिंक या बॉटलनेक लिंक को पुश किया जाएगा तब कंजेस्शन होगा जब आप पैकेट को सेंड कर रहे हैं तो आप सेंडर से पैकेट को बर्स्ट के रूप में सेंड कर रहे हैं जो पहले फास्टर लिंक और फिर स्लोवर लिंक के पार जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं यह लिंक स्लो है तो आप का पैकेट रिसीवर तक प्रोपागेट करने में अधिक समय लेगा अगर आप एक्नॉलेजमेंट में देखें तो स्लोवर लिंक में एक्नॉलेजमेंट का रेट वास्तव में वही है जो पैकेट के सेंड करने का रेट होगा और फास्ट लिक में भी एक्नॉलेजमेंट का रेट वही माना जाएगा इस प्रकार से सेंडर जब भी एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करेगा तो यह एक्नॉलेजमेंट स्लोवर लिंक के रेट को दर्शाएगा जोकि आपके एंड टूर एंड पाथ में है या बेहतर तौर पर कह सकते हैं जब आपके पास कई हॉप पाथ हैं तब सेंडर तक एक्नॉलेजमेंट उसी रेट पर आएगा जो स्लोएस्ट लिंक का रेट है अगर सेंडर एक्नॉलेजमेंट के रेट को मॉनिटर करता है तो इससे यह पता लगता है कि संभवत उसी रेट पर पैकेट रिसीवर तक ट्रांसमिट किए गए हैं एक्नॉलेजमेंट्स सेंडर के पास लगभग उसी रेट पर रिटर्न होता है जिस रेट पर पैकेट पाथ में स्लोएस्ट लिंक पर भेजे जा सकते हैं तो आप कंजेस्शन को एक्नॉलेजमेंट्स के रिसीव होने के रेट के आधार पर ट्रिगर करते हैं यहां पर यह एक्नॉलेजमेंट्स नेटवर्क में कंजेस्शन कंट्रोल को ट्रिगर करने के लिए क्लॉक्स के रूप में प्रयोग किए गए हैं तो कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिदम को डिजाइन करने के दौरान जकोब्सन द्वारा किया गया यह एक अन्य दिलचस्प अवलोकन था तो यह इसकी मौलिक संकल्पना थी जब भी आप एक्नॉलेजमेंट प्राप्त कर रहे हो तब आप कंजेस्शन विंडो साइज को ट्रिगर या एडजस्ट करेंगे लेकिन यहां प्रश्न यह आता है कि नेटवर्क में आप एडिटिव इंक्रीज को किस रेट पर अप्लाई करेंगे शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं आप एक पैकेट के लिए कंजेस्शन विंडो को सेट कर सकते हैं और फिर जब आप एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेंगे तब आप धीरे धीरे इसके साइज को बढ़ा सकते हैं आइए देखें जवाब एडिटिव इनक्रीस सिद्धांत को अप्लाई करते हैं तो होता क्या है जब आप एडिटिव इनक्रीस सिद्धांत को अप्लाई करते हैं तो एडिटिव इंक्रीज कहता है कि शुरुआत में एक पैकेट भेजते हैं और जब आप एक्नॉलेजमेंट बना रहे हो तब आप विंडो को 1 से बढ़ा देते हैं जैसा कि आप लाइट में देख सकते हैं यहां आपका कंजेस्शन विंडो 2 है तो आप दो पैकेट सेंड कर सकते हैं जब आप सफलतापूर्वक उन 2 पैकेट के एक्नॉलेजमेंट को रिसीव कर रहे हो तब आप विंडो को 1 से बढ़ा देते हैं अब यह कंजेस्शन विंडो 3 है तो आप सफलतापूर्वक 3 पैकेट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं आप इन 3 पैकेट के लिए एक्नॉलेजमेंट की प्रतीक्षा करते हैं और जब आप इन 3 पैकेट के एक्नॉलेजमेंट को रिसीव कर रहे हैं तब पुनः आप कंजेस्शन विंडो को 3 से 4 तक बढ़ा देते हैं और उसके बाद आप 4 पैकेट सेंड करते हैं अगर आप नेटवर्क में कंजेस्शन विंडो के इस एडिटिव इनक्रीस अप्लाई कर रहे हैं तो यह ए आई एम डी रूल यह फास्ट नेटवर्क में एक सही ऑपरेटिंग पॉइंट तक पहुंचने में काफी अधिक समय लेगा क्योंकि कंजेस्शन विंडो बहुत ही छोटे आकार से शुरू हुआ है आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा देखें मान लीजिए कि आपके पास 10mbps लिंक है और जिसमें राउंड ट्रिप टाइम 100 ms है और इस स्थिति में आपका उपयुक्त कंजेस्शन विंडो साइज बी डी पी यानी बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए जो भी हमने पहले भी देखा है तो 100 mbps लिंक और 100 ms राउंड ट्रिप टाइम के साथ आपका बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट 1 megabit होता है अब मान लीजिए आपके पास 1250 bytes साइज का पैकेट है आपके पास 1250 bytes साइज का पैकेट है इसका मतलब यह हुआ कि यह 1250X8 है यानी 10000 bits पैकेट अगर आपके पास 10000 bits पैकेट है तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 megabits बीडीपी के साथ बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 100 पैकेट ट्रांसफर करने की आवश्यकता है अब मान लीजिए कि कंजेस्शन विंडो पैकेट 1 से शुरू हुआ और प्रत्येक राउंड ट्रिप टाइम पर कंजेस्शन विंडो 1 से बढ़ता है क्योंकि जिस रेट से आप एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहे हैं उस रेट पर यह राउंड ट्रिप टाइम आधारित है अतः प्रत्येक राउंड ट्रिप टाइम पर आप कंजेस्शन विंडो को 1 से बढ़ाते हैं तो आप को 100 राउंड ट्रिप टाइम की आवश्यकता है और 100 RTTs का मतलब है प्रत्येक RTT में 100 ms यानी कनेक्शन के मॉडरेट रेट तक या इसके महत्तम क्षमता पहुंचने के पहले तकरीबन 100 RTTs आवश्यक है अब अगर वेब ट्रांसफर एचटीटीपी प्रोटोकोल के बारे में आप सोचते हैं तो कोई एचटीटीपी कनेक्शन ऑपरेटिंग प्वाइंट तक पहुंचने में 10 sec का समय नहीं लेता जब तक आप महत्तम क्षमता तक पहुंचेंगे उस समय संभवत हमें टीसीपी कनेक्शन बंद करके न्यू कनेक्शन की शुरुआत करनी होगी जोकि पुनः 1 पैकेट प्रति सेकंड से बढ़ जाएगा इस रेट को बढ़ाने के लिए हम टीसीपी में एक नए सिद्धांत को अप्लाई करते हैं जिसे स्लो स्टार्ट कहते हैं Refer Slide Time 1808 तो यह स्लो स्टार्ट है क्या स्लो स्टार्ट कुछ इस प्रकार है मान लीजिए स्लो कन्वर्जंस को अवॉइड करने के लिए आप रेट में एक्स्पोनेंशियल बढ़ोतरी करते हैं इसके नाम में यह जो व्यंग्य है उसका अर्थ यह नहीं है कि आप का रेट स्लो है बल्कि यह कुछ इस प्रकार का है कि आप धीमी रेट से शुरुआत करते हैं और बाद में अधिक रेट पर फास्टर कन्वर्जेंस करते हैं तो हम स्लो स्टार्ट नहीं करते क्या है हम कंजेस्शन विंडो को 2 से बढ़ाते हैं इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक राउंड ट्रिप टाइम पर कंजेस्शन विंडो दुगना होता जाता है एडिटिव इंक्रीज को अप्लाई करने के बजाए शुरुआत में हम विंडो में प्रत्येक राउंड ट्रिप टाइम पर दुगने की वृद्धि करते हैं तो टीसीपी की अवधारणा स्लो स्टार्ट है प्रत्येक एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट दो और सेगमेंट्स को सेंड करने की अनुमति देता है प्रत्येक सेगमेंट जो कि रिट्रांसमिशन टाइमर के ऑफ होने के पहले एक्नॉलेजमेंट किया जाता है इसके लिए सेंडर कंजेस्शन विंडो में एक सेगमेंट के मूल्य के बाइट्स ऐड करता है आप देख सकते हैं यहां इस उदाहरण में क्या हो रहा है शुरुआत में जब कंजेस्शन विंडो 1 था और जवाब एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहे हैं तब विंडो 2 हो जाता है यानी 2X1 जब आप दूसरा एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहे हैं तब आपका विंडो 4 हो जाता है इसके बाद जब आप यह चारों एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहे हैं तब आपका कंजेस्शन विंडो 8 हो जाता है तो इस प्रकार प्रत्येक RTT पर यह दुगना हो रहा है और यह पूरा ट्रांसमिशन 1 RTT लेता है पहले RTT में आप पहले पैकेट को एक्नॉलेज कर रहे हैं दूसरे RTT में 2 पैकेट्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं तीसरे RTT में आप 4 पैकेट्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं चौथे RTT में आप 4 पैकेट्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं और अगर पाइप फुल है तो इस चरण में आपको कन्वर्जंस प्राप्त हो रहा है इस प्रकार टीसीपी स्लो स्टार्ट में प्रत्येक राउंड ट्रिप टाइम पर कंजेस्शन विंडो को दोगुना करते हैं Refer SlideTime 0958 अब अगर आप कंजेस्शन विंडो का केवल मल्टीप्लिकेटिव इनक्रीस करते हैं तो यह पुनः मैक्स मिन निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है जिसे हमने पहले देखा है तो एमआई एम डी यानी मल्टीप्लिकेटिव इनक्रीस मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज आपको ऑप्टिमल ऑपरेटिंग प्वाइंट की ओर नहीं ले जाता जहां क्षमता और निष्पक्षता दोनों संतुष्ट होते हैं इसलिए हम कुछ खास समय पर एडिटिव इंक्रीज करते हैं तो यहां हम क्या करते हैं स्लो स्टार्ट जिसके कारण एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होता है तो यह अंत में नेटवर्क में तीव्र गति से कई पैकेट्स सेंड करता है स्लो स्टार्ट को नियंत्रित रखने के लिए सेंडर कनेक्शन के लिए एक थ्रेशोल्ड रखता है इस थ्रेशोल्ड को हम स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड या एसएसथ्रेस कहते हैं शुरू में स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड का बीडीपी या कुछ वैल्यू सेट करते हैं जिसका मान हमारे मन मुताबिक अधिक होता है यानी अधिकतम ताकि एक फ्लो जो नेटवर्क में पुश कर सके और जब भी रिट्रांसमिशन टाइम आउट के द्वारा पैकेट लॉस डिटेक्ट होता है तब स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड को करंट कंजेस्शन विंडो का आधा माना जाता है मैं इसे आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं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 आप एक पैकेट के साथ शुरुआत करते हैं और शुरू में आपकी ग्रोथ एक्स्पोनेंशियल है और यह देखिए इस बिंदु पर आप पैकेट लॉस करते हैं या रीट्रांसमिशन टाइम आउट होता है जब भी आपका रिट्रांसमिशन टाइमआउट होता है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इस बिंदु के आधे पर आप स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड सेट करते हैं तो आप रेट को ड्रॉप करते हैं और अब आपका थ्रेशोल्ड यहां पर है आप पुन एक विंडो से शुरुआत करते हैं और फिर स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड तक एक्स्पोनेंशियली जाते हैं स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के बाद आप ए आई एम डी के माध्यम से इनक्रीस करते हैं डायग्राम में देखिए यहां आपका ए आई एम डी शुरू होता है इस बिंदु पर पुन ए आई एम डी के बाद अगर आपका RTO होता है तब उसके बाद इसके आधे पर अपडेटेड स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड सेट करते हैं फिर आप रेट को ड्रॉप करते हैं स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड तक एक्स्पोनेंशियली इनक्रीस करते हैं और इसके बाद ए आई एम डी शुरू करते हैं तो स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड तक आपका स्लो स्टार्ट है और उसके बाद आप ए आई एम डी के साथ जाते हैं स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्डके बाद हम एडिटिव इनक्रीस पर आते हैं तो इस एडिटिव इनक्रीस जिसे हम कंजेस्शन अवॉइडेंस भी कहते हैं तो जब भी स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है तो टीसीपी स्लो स्टार्ट से एडिटिव इनक्रीस पर स्विच होता है यह प्रत्येक सेगमेंट जो कि एक्नॉलेज हुआ है के लिए आंशिक बढ़ोतरी के साथ सामान्य तौर पर इंप्लीमेंट होता है बजाय इसके कि एक सेगमेंट भाग राउंडट्रिप टाइम में बढ़ोतरी के यह सेगमेंट RTT आपका स्लो स्टार्ट फेज है तो इसे करने के लिए हम एक कॉमन एप्रोक्सीमेशन करते हैं जोकि एडिटिव इंक्रीज के लिए कंजेस्शन विंडो को इनक्रीस करने के लिए है और जिसके लिए यह फार्मूला है Cwnd Cwnd Cwnd तो कंजेस्शन विंडो इस फार्मूले के आधार पर इनक्रीस हो सकता है जहां Cwnd कंजेस्शन विंडो का करंट वैल्यू है और MSS मैक्सिमम सेगमेंट साइज है यह फार्मूला हमें एडिटिव इनक्रीस का एप्रोक्सीमेशन देता है कि प्रत्येक राउंड ट्रिप टाइम पर एडिटिव इंक्रीज के आधार पर कंजेस्शन विंडो वैल्यू को इनक्रीस या फॉलो करने के लिए कंजेस्शन विंडो में कितना डाटा या कितने नए बाइट्स हमें ऐड करने की आवश्यकता है इस फार्मूले के आधार पर हम प्रत्येक राउंड ट्रिप टाइम पर कंजेस्शन विंडो का इंक्रीमेंट एप्रोक्सीमेट करते हैं प्रत्येक राउंड ट्रिप टाइम पर इस फार्मूले को अप्लाई किया जाता है ताकि कंजेस्शन विंडो एडिटिव इनक्रीस सिद्धांत को फॉलो कर सके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 अगर आप पैकेट के आधार पर एप्रोक्सीमेशन करते हैं तो एडिटिव इनक्रीस में शुरू में मान लीजिए कंजेस्शन विंडो 1 था जब आप एक्नॉलेजमेंट प्राप्त कर रहे हैं तब आप कंजेस्शन विंडो को 2 कर देते हैं आप स्लाइड में देख सकते हैं तब आप इन 2 एक्नॉलेजमेंट्स को प्राप्त कर रहे हैं अब आप विंडो को 3 कर रहे हैं तब अगले RTT में आप इन 3 पैकेट्स के लिए एक्नॉलेजमेंट्स को प्राप्त कर रहे हैं तोअब आप विंडो को 4 कर रहे हैं तो जो फार्मूला हमने पहले दिया है उसके आधार पर इस एडिटिव इंक्रीज में हम एप्रोक्सीमेट करते हैं तो एडिटिव इंक्रीज सिद्धांत के प्रयोग से कंजेस्शन विंडो को इनक्रीस करना एक व्यापक विचार है रीट्रांसमिशन टाइम आउट की सहायता से हम कंजेस्शन को ट्रिगर कर सकते हैं जोकि पैकेट लॉस को दर्शाता है लेकिन कंजेस्शन को ट्रिगर करने के लिए एक और तरीका है आमतौर पर टीसीपी दो तरीकों से कंजेस्शन को ट्रिगर करता है इसमें पहला तरीका है रीट्रांसमिशन टाइम आउट और दूसरा है डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के प्रयोग से कंजेस्शन को ट्रिगर करना डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट का मतलब है आप एक ही पैकेट के लिए लगातार एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहे हैं मूलतः हम कंजेस्शन कंट्रोल को ट्रिगर करने के लिए डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप रिट्रांसमिशन टाइमआउट का प्रयोग करते हैं तो आपको कंजेस्शन को डिटेक्ट करने के लिए टाइम आउट तक प्रतीक्षा करनी होती है जबकि डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट कंजेस्शन की अवधारणा जल्दी देता है और तब आप कंजेस्शन कंट्रोल बिहेवियर को पूर्णत टाइमआउट की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा कहीं जल्दी ट्रिगर कर सकते हैं दिलचस्प बात यह है कि रिट्रांसमिशन टाइम आउट कंजेस्शन को निश्चित तौर पर इंडिकेट करता है लेकिन इसमें समय बहुत लगता है जबकि डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट में जैसा कि हम जानते हैं कि रिसीवर डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट तब सेंड करता है जब यह आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट रिसीव करता है जो कि कंजेस्शन को इंडिकेट करने का शिथिल तरीका है टीसीपी यह अज्युम करता है कि अगर आप 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स रिसीव कर रहे हैं तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पैकेट लॉस्ट हो चुका है और यह कंजेस्शन कंट्रोल मेकैनिज्म को ट्रिगर करता है इन 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स को अज्युम करना कुछ हद तक मनमाना हो सकता है क्योंकि इसके पीछे ऐसा कोई तर्क नहीं है इसलिए जकोब्सन ने यह अज्युम किया था कंजेस्शन को इंडिकेट करने के लिए आप 3 ट्रिपल डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स ले सकते हैं इस डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट में अन्य दिलचस्प या महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि चूकि टीसीपी डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट को देखकर कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का प्रयोग करता है तो आप लास्ट पैकेट को आईडेंटिफाई कर सकते हैं यानी कौन सा पैकेट लॉस्ट हो गया है सीक्वेंस में से अगला पैकेट लॉस्ट हो चुका है और इसलिए आप यह डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट प्राप्त कर रहे हैं तो क्या हो सकता है मान लीजिए आपने 12 और 3 रिसीव किया है और इसके बाद पैकेट 4 लॉस्ट हो गया है और फिर आप 56 और 7 रिसीव कर रहे हैं जब आप 56 और 7 रिसीव कर रहे हैं तो आप 3 तक एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहे हैं और इसलिए हर बार आप ACK 3 के लिए डुप्लीकेट ACK रिसीव करेंगे इस स्थिति में आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में पैकेट 3 लॉस्ट हो चुका है तो आप लास्ट पैकेट को रिट्रांसमिट करते हैं और फिर कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिदम को ट्रिगर करते हैं इस संकल्पना को फास्ट रिट्रांसमिशन कहा जाता है जोकि टीसीपी कंजेस्शन कंट्रोल के एक प्रकार में निहित होता है जिसे टीसीपी टाहो कहते हैं टीसीपी टाहो में कंजेस्शन के संकेत के तौर पर हम 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट का प्रयोग करते हैं जब आप3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसीव करते हैं तो पैकेट को रिट्रांसमिट करते हैं जो कि फास्ट रिट्रांसमिशन है क्योंकि आप लॉस्ट पैकेट की आइडेंटिफिकेशन का अनुमान लगा सकते हैं यह एक राउंड ट्रिप टाइम लेता है फिर आप स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड को करंट विंडो के आधे के मान के बराबर सेट करते हैं इसमें आप कंजेस्शन विंडो को 1 MSS सेट करते हैं यही टीसीपी टाहो की व्याख्या है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 जब आप स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड पर पहुंच रहे हैं तब आप एडिटिव इनक्रीस अप्लाई कर रहे हैं इस बिंदु पर मान लीजिए आपने पैकेट लॉस के द्वारा एक कंजेस्शन डिटेक्ट किया तो जवाब जब आप एक कंजेस्शन डिटेक्ट कर रहे हैं तो आप पैकेट को ड्रॉप करते हैं फिर पुनः इनक्रीस करते हैं और आपको करंट स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड के मान के आधे के बराबर थ्रेशोल्ड मिलता है आपका करंट कंजेस्शन विंडो 40 है तो आप थ्रेशोल्ड को 20 कर और फिर आपका स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड तक होता है टीसीपी रेनो के इंप्लीमेंटेशन में एक अन्य दिलचस्प अवलोकन है जब आप 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के द्वारा कंजेस्शन डिटेक्ट कर रहे हैं तब क्या टीसीपी को कंजेस्शन विंडो को 1 MSS सेट करने की आवश्यकता है अब यहां इस डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट को देखिए इसका मतलब है कुछ सेगमेंट्स अभी भी नेटवर्क में फ्लो कर रहे हैं यह ऐसा नहीं है कि आप कोई पैकेट सेंड करने में अक्षम है अगर आपका यहां रिट्रांसमिशन टाइमआउट होता है इसका मतलब यह है कि आप कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं कर रहे हैं लेकिन आप जब भी कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहे हैं तब उसका मतलब है जैसा कि मैंने अभी पिछले उदाहरण में दिखाया था संभवत पैकेट 4 लॉस्ट हो चुका है लेकिन रिसीवर पैकेट 56 और 7 रिसीव कर रहा है जब रिसीवर पैकेट 56 और 7 रिसीव कर रहा है तब वह एक डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है इसका मतलब यह है आपने पैकेट 4 लॉस्ट किया है लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा लिंक चोक्ड हो गया है कुछ पैकेट्स अभी भी नेटवर्क में फ्लो कर रहे हैं और यही कारण है कंजेस्शन उतना गंभीर नहीं है तो अब आपको फिर से कंजेस्शन विंडो को 1 MSS तक घटाने और स्लो स्टार्ट को शुरू करने की आवश्यकता नहीं है यहां हम क्या करते हैं यहां आप लॉस्ट सेगमेंट को फौरन ट्रांसमिट करते हैं जिसे हम फास्ट रिट्रांसमिट कहते हैं और फिर रिसीव किए गए डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के आधार पर एडिशनल सेगमेंट को ट्रांसमिट करते हैं हम इस संकल्पना को फास्ट रिकवरी कहते हैं फास्ट रिकवरी में होता क्या है इसमें करंट कंजेस्शन विंडो के मान के आधे पर आप स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड को सेट करते हैं और मिसिंग सेगमेंट को रिट्रांसमिट करते हैं जो कि पहला रिट्रांसमिशन है फिर आप स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड को करंट सेट करते हैं और फिर आप स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड में 3 जोड़ कर कंजेस्शन विंडो को सेट देते हैं Cwndssthreh3 3 ही क्यों क्योंकि आपने 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स रिसीव किए हैं इसका मतलब है रिसीवर ने पहले ही 3 अधिक पैकेट्स रिसीव कर लिए हैं अब इसका मतलब है आप विंडो को इनक्रीस कर सकते हैं और नेटवर्क को 3 और पैकेट्स सेंड कर सकते हैं क्योंकि रिसीवर ने यह पहले ही रिसीव कर लिया है हालांकि यह आउट ऑफ ऑर्डर है हर बार आप दूसरे डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करते हैं और फिर कंजेस्शन विंडो को कंजेस्शन विंडो में 1 जोड़कर सेट कर देते हैं CwndCwnd1 अब अगर कंजेस्शन विंडो का करंट वैल्यू अनुमति देता है तो आप न्यू डाटा सेगमेंट को सेंड करते हैं इस प्रकार जब भी आप डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स रिसीव कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे कंजेस्शन विंडो के मान को इनक्रीस कर रहे हैं और नेटवर्क को और अधिक पैकेट सेंड कर रहे हैं तो हम इसे फास्ट रिकवरी कहते हैं यह फास्ट रिकवरी यह सुनिश्चित करता है कि चूकि कुछ पैकेट नेटवर्क में फ्लो कर रहे हैं तो आपको डाटा को बहुत कम रेट पर सेंड करने के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है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 यहां पर आपने सेगमेंट्स 5 6 7 के लिए 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स रिसीव किया है और उस दौरान सेंडर ने सेगमेंट 4 को रिट्रांसमिट किया है और फिर इस पैकेट के लिए सेंडर 8 और 9 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहा है अब प्रत्येक डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के साथ आप और पैकेट भेजना जारी रखते हैं यानी इसके बाद सेगमेंट 10 11 इत्यादि और जब रिसीवर ने लॉस्ट सेगमेंट 4 को रिसीव किया तो उस समय पर रिसीवर ऐक्युम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट मान लीजिए ACK 11 सेंड करता है और जब आप यह नया एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहे हैं जो की डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि यहां पर सभी पैकेट एकनाॅलेड्ज हो चुके हैं तो इस चरण में आप फास्ट रिकवरी से बाहर आते हैं इस कारण से कंजेस्शन विंडो स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड पर सेट होता है जैसा कि हमने पहले किया है और फिर कंजेस्शन अवॉइडेंस एल्गोरिदम की वजह से लीनियर इंक्रीजिंग के साथ जारी रहता है तो यही है फास्ट रिकवरी जो कि टीसीपी टोहो के अगले संस्करण टीसीपी रेनो में निहित है फास्ट रिकवरी में हम करते क्या हैं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 इस चरण में ट्रिपल डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के माध्यम से आप एक पैकेट लॉस को डिटेक्ट करते हैं जब ट्रिपल डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के माध्यम से आप एक पैकेट लॉस को डिटेक्ट कर रहे हैं तब आप कंजेस्शन विंडो वैल्यू का मान अपडेटेड स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड तक कम करते हैं जो कि करंट स्लो स्टार्ट का आधा है और फिर इस बिंदु पर आप फास्ट रिकवरी अप्लाई करते हैं फास्ट रिकवरी अप्लाई करने के बाद जब भी आप एक नया एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहे हैं तो पुनः आप एडिटिव इनक्रीस के साथ आगे बढ़ते हैं यहां अगर आप टीसीपी रेनो संस्करण के साथ तुलना करें तो यहां हम कंजेस्शन विंडो बना नहीं रहे हैं टीसीपी रेनो यह विंडो को पुनः 1 MSS बनाता है और फिर स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड तक स्लो स्टार्ट को अप्लाई करता है और उसके बाद एडिटिव इनक्रीस अप्लाई करता है तो यहां हम एडिटिव इनक्रीस को अधिक तेजी के साथ अप्लाई कर रहे हैं जो कि फास्ट रिकवरी एल्गोरिथम के निहित होने और स्लो स्टार्ट फेज को अवॉइड करने की वजह से हमें टीसीपी रेनो के मुकाबले अधिक शीघ्रता से ऑपरेटिंग प्वाइंट तक पहुंचने में सहायता करता है यह तब होता है जब आप पुनः ट्रिपल डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स के द्वारा कंजेस्शन डिटेक्ट कर रहे हैं लेकिन अगर आप रिट्रांसमिशन टाइम आउट के द्वारा कंजेस्शन डिटेक्ट कर रहे हैं तब आप कंजेस्शन विंडो को 1 MSS सेट कर स्लो स्टार्ट के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि रिट्रांसमिशन टाइमआउट आपको यह संकेत देता है कि गंभीर कंजेस्शन हुआ है और जब भी नेटवर्क में गंभीर कंजेस्शन होता है तो बिल्कुल लो रेट पर शुरू करना हमेशा बेहतर होता है इसका मतलब यह हुआ कि आप विंडो का मान 1 MSS सेट करते हैं तो यह एक व्यापक अंतर है अगर आप रिट्रांसमिशन टाइम आउट के द्वारा कंजेस्शन डिटेक्ट कर रहे हैं तब आप कंजेस्शन विंडो को 1 MSS सेट कर स्लो स्टार्ट को अप्लाई करते हैं जब भी आप करंट स्लो स्टार्ट के मान तक पहुंचेंगे जो कि कंजेस्शन डिटेक्शन के दौरान डिटेक्ट किए गए कंजेस्शन विंडो के मान का आधा है तब आप एडिटिव इनक्रीस अप्लाई करेंगे और अगर आप ट्रिपल डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के द्वारा कंजेस्शन डिटेक्ट कर रहे हैं तब इस स्थिति में आपको पुनः स्लो स्टार्ट फेज परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुछ पैकेट अभी भी नेटवर्क में फ्लो कर रहे हैं आप सीधे फास्ट रिकवरी अप्लाई करते हैं और इसके बाद एडिटिव इनक्रीस के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह टीसीपी रेनो का संस्करण है इसके बाद टीसीपी के कई अन्य संस्करण भी अस्तित्व में आए जैसे कि टीसीपी न्यू रेनो टीसीपी सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट या एस ए सी के मूल रूप से जो सामान्य टीसीपी प्रोटोकोल है यह गो बैक एन फ्लो कंट्रोल के सिद्धांत या गो बैक ए आर क्यू के सिद्धांत का प्रयोग करता है जबकि टीसीपी सैक यानी टीपीपी का सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट संस्करण सिलेक्टिव रिपीट ए आर यू के सिद्धांत पर काम करता है जिसमें हम स्पष्ट रूप से सैक पैकेट सेंड करते हैं जो यह संकेत देता है कि कौन सा पैकेट लॉस्ट हुआ है और सेंडर करंट विंडो के पूरे पैकेट को सेंड किए बिना पैकेट को रिट्रांसमिट करता है तो इस प्रकार से टीसीपी के कई संस्करण है इसके बाद कई संस्करण अभ्यास में भी आए हालांकि मैं इसके इतने विस्तार में नहीं जा रहा लेकिन अगर आपको इसमें रूचि है तो आप आगे जा सकते हैं टीसीपी कंजेस्शन कंट्रोल की मूल अवधारणा इन 3 फेजेज में है पहला है स्लो स्टार्ट इसके बाद दूसरा है कंजेस्शन अवॉइडेंस और तीसरा है फास्ट रिकवरी और फास्ट रिट्रांसमिट हालांकि इसके बाद लोगों ने कुछ नए ऑप्टिमाइजेशन को शामिल किए हैं अगर आपको रूचि हो तो इन को बेहतर समझने के लिए Refer Time 3626 आप आरएफसी में देख सकते हैं तो टीसीपी में यह आपको कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिदम का एक व्यापक अवलोकन देता है और हमने आपको टीसीपी पर फोकस करने के साथ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकोल की निष्पक्ष विस्तृत व्याख्या दी है जैसा कि मैंने पहले भी कहां है कि इंटरनेट ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा या कह सकते हैं 90 हिस्से से ज्यादा टीसीपी प्रोटोकोल का प्रयोग करता है संभवत इंटरनेट में टीसीपी ही सबसे अधिक डेप्लॉय किया गया प्रोटोकॉल है यानी इंटरनेट में ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकोल लेकिन इंटरनेट में कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो यूडीपी का प्रयोग करते हैं जोकि टीसीपी की तरह रिलायबिलिटी फ्लो कंट्रोल कंजेस्शन कंट्रोल को सपोर्ट नहीं करते अगली कक्षा में हम यूडीपी प्रोटोकोल को विस्तार से देखेंगे आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद